इसलिए एक और बहुत ही दिलचस्प विषय जो हमारे पास या इस माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर कोर्स में है जो इंटरफेसिंग तकनीकों के बारे में है जैसे कि हमने इन माइक्रोप्रोसेसरों और माइक्रोकंट्रोलरों को देखा है वे डिजिटल आउटपुट उत्पन्न कर सकते है वे डिजिटल इनपुट ले सकते है कुछ माइक्रोकंट्रोलर एनालॉग इनपुट भी ले सकते के जैसे एवीआर श्रृंखला हैं हमने देखा है कि वे एनालॉग इनपुट ले सकते हैं इसलिए यदि उपकरणों कई उपकरणों को जोड़कर एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है उदाहरण के लिएआपको कुछ डिजिटल स्विच ऑन ऑफ स्विच कनेक्ट करने की आवश्यकता हो सकती है या आप अपने कुछ एल ई डी को डिस्प्ले के लिए या कुछ 7 सेगमेंटडिस्प्ले से कनेक्ट करना पसंद कर सकते हैं या हम कुछ बुनियादी इनपुट आउटपुट के लिए कुछ कीयबोर्ड कनेक्ट करना चाहते हैं तो शायद एक विस्तृत कीयबोर्ड जैसा कि हमारे पास पीसी के साथ है वैसा नहीं लेकिन यह एक छोटा कीयबोर्ड हो सकता है जिसके द्वारा आप मूल बुनियादी अंकों और कैरेक्टर को विशेष रूप से हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कह सकते हैं प्रवेश कर सकते हैं तो हेक्साडेसिमल कीयबोर्ड जिसे आप इंटरफेस कर सकते हैं या आप एलसीडी डिस्प्ले के साथ इंटरफेस कर सकते है ऐसे कई डिवाइस जिन्हें हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो कैसे उन उपकरणों को आम तौर पर इन प्रोसेसर के साथ जोड़ा जाता है माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर के साथ अब हम देखेंगे कि यह कनेक्शन पैटर्न अधिक या कम मानक हैं और जो भी प्रोसेसर से कनेक्ट कर रहे हैंडिवाइस की तरफ से पिन समान रहते हैं या नियंत्रण समान रहते हैं तो अगर आप 8085 से जुड़ रहे हैं तो उस स्थिति में आपको इसे 8255 जैसी किसी अन्य चिप के माध्यम से कनेक्ट करना पड़ सकता है जिसे इसमें कई पोर्ट मिल गए हैं या यदि आप कहने के लिए 8051 कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको पहले से ही ये पोर्ट पिन उपलब्ध हैं तो आप सीधे पोर्ट पिन जैसे कि पी 0 पी 1 पी 2 पी 3 के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं तो वे सभी पोर्ट पिंस वहां उपलब्ध है या AVR माइक्रोकंट्रोलरPIC माइक्रोकंट्रोलर हैं उनमें हमें वे पिन उपलब्ध हैं तो हम उन पिनों के माध्यम से जुड़ सकते हैं इसलिए हमारी चर्चा को सरल बनाने के लिए 8085 के साथ इसके उदाहरणों पर विचार नहीं किया जाएगा इसलिए हम 8051 माइक्रोकंट्रोलर के संबंध के उदाहरणों को यह समझकर लेंगे कि यदि आप इसे 8085 के साथ चाहते हैं तो इस मामलों में हमें क्या करना है कि हमें एक और चिप 8255 लगानी होगी जो एक पेरीफेरल इंटरफ़ेस चिप है जो कई पोर्ट प्रदान करती है और जिसके माध्यम से इसे निश्चित रूप से जोड़ा जाना है हम देखेंगे कि 8255 चिप को कैसे कनेक्ट करना है आपके सिस्टम में जो हम देखेंगे तो बाकी बात वही रहेगी इसलिए प्रोग्रामिंग भाग में छोटे परिवर्तन होंगे जिन्हें आप समझ सकते हैं हार्डवेयर पक्ष में बहुत बदलाव नहीं है तो यह वह हिस्सा है इसलिए इंटरफेसिंग के बारे में बात करेंगे तो क्यों इनपुट आउटपुट डिवाइस या पेरीफेरल डिवाइस जिन्हें आमतौर पर इस तरह जाना जाता है प्रयोग किया जायेगा तो जैसे उदाहरण के लिए कहते है स्विच एलईडी एलसीडी प्रिंटर कीयबोर्ड तो आप विभिन्न प्रकार के इनपुट के बारे में सोच सकते हैं तो हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स कहें जैसे आप कई ऐसे IO उपकरणों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आपको सिस्टम से कनेक्ट करने की आवश्यकता है इंटरफ़ेस चिप्स उन्हें गति की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक हैं क्योंकि डिवाइस और यह सीपीयू या यह प्रोसेसर वे एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर रहे हैं ताकि इसे जोड़कर किसी तरह उनकी गति के बीच की गैप को पूरा किया जा सके इसलिए हम कुछ मध्यस्थ चिप लगाना चाहेंगे ताकि वे किसी प्रकार की बफरिंग कर सकें तो इस तरह से ट्रांसफर ऑपरेशन सुचारू हो जाता है जैसे ये डिवाइस ज्यादातर एक मानव इंटरफ़ेस के लिए होते हैं इसलिए मानव उन स्विचों को संचालित करने या डिस्प्ले के लिए इसमें शामिल हैं तो इस प्रकार की बातों का हमें ध्यान रखना होगा तो यह इंटरफ़ेस चिप्स प्रदान किया गया है जो इन समस्याओं को हल कर सकता है तो यह CPU और IO डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर को भी सिंक्रोनाइज़ करता है तो वह वहाँ है तो इंटरफ़ेस और सीपीयू का कनेक्शन इसलिए डेटा पिन सीपीयू डेटा बस से जुड़े हैं और आईओ पोर्टपिन IO डिवाइस से जुड़े होते हैं इस प्रकार हम CPU को IO उपकरणों के साथ जोड़ने जा रहे हैं अब CPU को कई इंटर मल्टीपल डिवाइसेस से जोड़ा जा सकता है और IO पोर्ट सबसे सरल इंटरफ़ेस हैं IO पोर्ट सरल पोर्ट बिट्स हैं जैसे कहें कि हमारे पास इस तरह की स्थिति हो सकती है कि हमें यह सीपीयू मिल गया है और फिर सीपीयूको सीधे इस संख्या की पोर्ट मिल गया है तो यह एक पोर्ट हो सकता है तो यह एक और पोर्ट हो सकता है तो ऐसा है तो इससे मैं कुछ डिवाइस को सीधे कनेक्ट कर सकता हूं तो यह एक संभावना है एक और संभावना है कि हमारे पास यह है कि हमें कुछ अन्य इंटरफ़ेस चिप मिल गई है और इस पोर्ट के माध्यम से तो इस पोर्ट से हमें दूसरे इंटरफ़ेस चिप से कनेक्शन मिला है तो यह कुछ इंटरफ़ेस चिप है और उस इंटरफ़ेस चिप के साथ हमने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है ऐसे डिवाइस जिनकी कार्यक्षमता जटिल है उन्हें इस तरह से जोड़ा जाएगा और ऐसे उपकरण जिनकी कार्यक्षमता सरल है वे सीधे प्रोसेसर के पोर्ट से जुड़े होंगे तो हम इन उपकरणों और उनके कनेक्शन के कई ऐसे उदाहरणों पर गौर करते हैं इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम IO पोर्ट पर स्विच कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तो ये विभिन्न सुविधाएं हैं जिनके द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं पहला कॉन्फ़िगरेशन यह स्विच पर लॉजिक 0 देता है तो जब स्विच बंद हो जाता है तो यह बिंदु 0 वोल्टेज होगा इसलिए परिणामस्वरूप आपको यहां 0 मिलेगा इसलिए यदि स्विच बंद है आपको यहां 0 मिलेगा तो स्विच खुला रहने पर यदि आप इस बिंदु पर वोल्टेज को मापते हैं तो आपको 1 मिलता है और यहां एक रेसिस्टर है तो यह करंट लिमिटिंग रेसिस्टर है तो रेसिस्टर 10 k से अधिक नहीं होगा तो करंट 5 वोल्ट से विभाजित 10k होगा इसलिए करंट सीमित है तो यह अच्छा है क्योंकि यह करंट जो पोर्ट पिन के माध्यम से जा रहा है इस रेसिस्टर द्वारा सीमित है तो यह स्विच बंद होने पर 05 मिलिएम्पेरे में एक करंट देता है और अगर यह लॉजिक 1 इस स्विच को देता है जब ये बंद किया जाता है और उच्च करंट दिया जाता है तो यह तब है जब स्विच बन्द है इस कॉन्फ़िगरेशन को कहें तो स्विच बंद होने पर हमें यह कॉन्फ़िगरेशन मिला है तो यहाँ आपको एक उच्च वोल्टेज मिलेगा अब इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन का अंतर जब यहां स्विच खुला है तो आपको वोल्टेज मान मिल रहा है लेकिन यहां वोल्टेज मान होगा जब स्विच वोल्टेज मान के करीब होता है तो करंट द्वारा निर्धारित किया जाता है जो हमारे पास इस रेजिस्टेंस में गिरावट है यह इस बात को निर्धारित करेगा लेकिन करंट प्रवाह अधिक होगा क्योंकि यह 470 है तो वे 470 ओम हैं तो इसकी तुलना इस 10 k के परिणामस्वरूप जब स्विच बंद हो जाता है तो डिवाइस में उच्च धारा प्रवाहित होगी तो केस 3 यह है तो यहां मुझे यह स्थिति मिली है तो हमारे पास अगर हम इस पिन को बंद करते हैं तो इस स्विच को बंद करें तो यह लाइन सीधे पोर्ट पिन से जुड़ी है और यह थोड़ा जोखिम भरा है क्योंकि यह पोर्ट पिन हो सकता है तो आप देखते हैं कि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस लाइन के माध्यम से बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगी तो यह है कि यह कनेक्शन उचित नहीं है इसलिए जब भी हमें इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन मिला है तो इसे इस तरह रखना बेहतर है तो मेरे पास इस बिंदु पर करंट सीमित रेजिस्टेंस है और फिर कनेक्शन बनाएं तो यह हमेशा इस तरह करने की सलाह दी जाती है तो और यह एक आप देखते हैं कि जब यह स्विच बंद होता है तो आपको एक 0 मिलता है अगर स्विच खुला है तो यह उस तकनीक पर निर्भर करता है तो शायद यह खुला है इसलिए यह लाइन खुली है इसलिए परिणामस्वरूप ओपन को लॉजिक हाई के रूप में लिया जा सकता है तो अगर ऐसा है तो अगर वहाँ एक आंतरिक पुलअप उपलब्ध है तो अगर यह कहता है कि आंतरिक पुल अप है चिप के अंदर तो अगर इस पिन तक कोई आंतरिक पुल है तो निश्चित रूप से ठीक है लेकिन अन्यथा इससे कठिनाई हो रही होगी क्योंकि करंट प्रवाह एक समस्या होगी लेकिन यह केस 3 उचित नहीं है तो अब हम इस केस 3 से बचने की कोशिश करते हैं आगे हम कुछ सरल इनपुट उपकरणों को इस तरह से देखते हैं तो जिसे डीआईपी स्विच के रूप में जाना जाता है तो यह डीआईपी ड्यूल इनलाइन पैकेज के लिए है तो यहां हमें स्विचमिला है तो आपको यह पोल यहां मिला है तो अगर ये पोल हैं अगर ये स्विच दबाए जाते हैं तो यह इस तरह एक कनेक्शन स्थापित करेगा इसलिए यहां हम जुड़े हुए हैं इसलिए हर बिंदु को अब इस प्रकार के पोल मिले हुए है तो इस तरफ सब कुछ ग्राउंडेड है तो और हमने इन सभी लाइन्स को पुल्ल उप रेसिस्टर से खींच कर एक पर ला दिया है इसलिए यदि आप कहते हैं कि 8051 पोर्ट 1 से एक ऐसे डीआईपी स्विच से जुड़ रहे हैं तो क्या होगा कि जब उनमें से कोई भी स्विच बंद नहीं होता है तो आपको यहां सभी 1 मिल जाएंगे यदि कोई भी स्विच बंद हो जाता है स्विच बंद कर दिया जाता है तो आपको इस बिंदु पर एक 0 मिलेगा तो इस तरह से हमारे पास यह डीआईपी स्विच कनेक्शन हो सकता है तो इंस्ट्रक्शन अनुक्रम इस तरह से होना चाहिए जैसे कि हमें पहले mov p1 FFH करना है क्योंकि पोर्ट1 इनपुट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा और 8051 में विशेष रूप से आप जानते हैं कि जब भी आप इनपुट पोर्ट से मान पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले A1 लिखना होगा वहाँ यह स्टेटमेंट करेगा तो यह पोर्ट बिट्स पर एक लिखेगा और फिर मूव ए पी 1Mov ap1 करेगा तो रजिस्टर a में पोर्ट पी 1 का मूल्य पढ़ा जाएगा तो इस तरह हम इस सरल इनपुट डिवाइस से जुड़े हो सकते हैं आगे हमारे पास कुछ है तो इस प्रकार के स्विच के साथ समस्याएं यह कांटेक्ट है तो हमें पुशबटन स्विच टॉगल स्विच और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले मिल गए हैं तो ये विभिन्न प्रकार के स्विच हैं जो हमारे पास हैं और ये स्विच वे संपर्क बनाते और तोड़ते हैं तो इस तरह से यह आम तौर पर काम करेगा इसलिए क्या होता है कि अगर आपको एक कनेक्शन मिला है जैसे कि यह कहो कि यह एक लाइन है और यह दूसरी लाइन है और हमें यहां स्विच मिल गया है इसलिए यदि मैं इस स्विच को दबाता हूं तो ये स्विच इस बिंदु को छूते हैं परिणामस्वरूप कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो इन 2 लाइनों को शॉर्ट किया जाता है और कनेक्शन स्थापित हो जाते हैं लेकिन जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो यह होता है कि आपको इस प्रकार की स्थिति मिलती है तो शुरू में लाइन उच्च है तो इस तरह एक पुल अप मिला है तो अगर आपको इस तरह की स्थिति मिली है कि यह पक्ष ग्राउंडेड है और इस पक्ष में हमें यह स्विच मिल गया है और इस तरफ मुझे एक पुल अप मिला है और यह माइक्रोकंट्रोलर का इनपुट है तो यह माइक्रो कंट्रोलर का पोर्ट है अब आप देखते हैं कि जब आप इस कनेक्शन को बनाते हैं तो इस स्विच को पुश करें और कनेक्शन बनाएं तब आपके पास यह कनेक्शन स्थापित हो जाएगा लेकिन शुरू में लाइन का मूल्य उच्च था इसलिए यह कम हो जाएगा लेकिन चूंकि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है कंपन के कारण इसलिए यह संपर्क का गठन नहीं होगा यह कुछ समय के लिए कूदेगा स्थिर मूल्य पर आने से पहले इस तरह से इसलिए जब हम यहां एक बिंदु को दबा रहे हैं तो मनुष्य द्वारा एक स्विच दबाया जा रहा है तो यह इस यांत्रिक बनाने और संपर्कों के टूटने के कारण है यदि आप इन पोर्ट बिट को पढ़ते हैं और चूंकि माइक्रोकंट्रोलर बहुत उच्च आवृत्ति पर काम कर रहा होगाउस गति की तुलना में जिस पर हम स्विच को दबा रहे हैं तो आप बड़ी संख्या में एक और शून्य प्राप्त करेंगे तो जैसे कि यह एक जगह है वे कहते हैं कि यह 1 के रूप में लिया जाएगा फिर इस एक को दूसरी जगह के रूप में लिया जाएगा तो जैसे कि स्विच को कई बार दबाया गया है जो सही नहीं है तो इसे कॉन्टैक्ट बाउंस कहा जाता है या स्विच में इसे स्विच बाउंस कहा जाता है इसलिए यदि हम पोर्ट को कनेक्ट करने के बजाय ऐसा हम कहते हैं कि इसके लिए ट्रिगर इंटरप्ट का उपयोग कर रहे हैं तो यह वास्तव में प्रोसेसर के INT 0 पिन से जुड़ा है तो प्रोसेसर का INT 0 पिन जो कि एच ट्रिगर है तो यह उच्च से निम्न संक्रमण है जो इंटरप्ट को प्रभावित करेगा यह प्रोसेसर द्वारा एक्नॉलेज किए जाने के लिए तो इन सभी बिंदुओं को अलग अलग इंटरप्ट के रूप में लिया जाएगा जैसे कि यह एक इसलिए उन्हें अलग अलग इंटरप्ट के रूप में लिया जाएगा जो कि भ्रामक है इसलिए कई बार इंटरप्ट सर्विस रूटीन का आह्वान होगा इसलिए हम चाहते हैं कि इसे केवल एक बार लागू किया जाए तो इसे कैसे हल किया जाए एक संभावना हार्डवेयर समाधान है तो हार्डवेयर समाधान क्या है तो यह आरसी हमने एक रेसिस्टर रखा और इतना सब वहाँ देखा है इसलिए अगर हम इस कपैसिटर कनेक्शन के बारे में भूल जाते हैं हमने अपने पिछले आरेख में यहाँ तक देखा है अब हम यहां कपैसिटर लगाते हैं तो अगर यह स्विच दबाया नहीं जाता है तो यह कपैसिटर चार्ज किया जाएगा और आपको यहां 1 मिलेगा लेकिन जब यह होता है जब इस स्विच को दबाया जाता है तो यह कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और आपको धीरे धीरे मिलेगा तो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाएगा और फिर निर्भर करेगा इस आरसी मूल्यों पर तो यह कैपेसिटर फिर से धीरे धीरे चार्ज होगा इसलिए यदि टाइम कांस्टेंट स्विच की सीमा से बड़ा है तो यह दूसरा मान नहीं लिया जाएगा तो अगर यह स्विच की सीमा समय है यदि चार्ज के लिए कपैसिटर इस समय से अधिक समय लगता है तो यह तब स्थिर नहीं होगाजैसे पहली बार ये हुआ था इसलिए कपैसिटर डिस्चार्ज होगी तो आपको यहां 0 मिलता है इसलिए कपैसिटर चार्ज करना शुरू कर देता है लेकिन यह इस समय तक उच्च मूल्य तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि कपैसिटर को चार्ज होने में कुछ समय लगेगा तो आरसी निरंतर मूल्य के आधार पर कपैसिटर की आवश्यकता होगी तो इसे चार्ज होने में कुछ समय लगेगा लेकिन यह चार्जजल्दी नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट बाउंड्स की तुलना में आरसी टाइम कांस्टेंट बहुत अधिक है तो इस तरह से हम बाउंसिंग चीज़ या बाउंसिंग गतिविधि से बच सकते हैं एक और समाधान जो सॉफ्टवेयर समाधान है तो हम क्या करते हैं हम स्विच के नए स्टेट n टाइम को पढ़ते है तो शायद n 2 के बराबर कम से कम है ठीक तो हम क्या करते हैं हम पता लगाते हैं कि एक कीय दबाई गई है तो तदनुसार आपको पोर्ट बीट पर 0 मिला है इसलिए आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें और फिर मूल्य पढ़ें तो अगर फिर से यह स्थिर नहीं है तो संभवत आपको उस समय 1 मिल जाएगा इसलिए परिणामस्वरूप आप इसे बाउंसिंग के रूप में ले सकते हैं तो अगर आपको 0 मिलता है इसका मतलब है आप उस बाउंसिंग क्षेत्र पार कर चुके हैं इसलिए पहली बार हमने कीय को पढ़ा तो यह मूल रूप से यहाँ है तो पता है कि विशिष्ट बाउंसिंग समय क्या है तो विशिष्ट बाउंसिंग समय 10 मिलीसेकंड कहा जा सकता है तो 10 मिलीसेकंड के बाद फिर से स्विच का मूल्य पढ़ें इसलिए अगर मुझे अब पोर्ट बिट का मान मिलता है तो यहां भी अगर मुझे 0 मान मिलता है इसका मतलब है कीय दबाई गई है और अगर यह सिर्फ कुछ फ्लिकर नॉइज़ वगैरह है तो कीय को वास्तव में नहीं दबाई गया है यह सिर्फ कुछ कंपन के कारण आया था तब यह यहाँ 0 पर नहीं आएगा तो यह कुछ समय बाद उच्च मान हो जाएगा इसलिए जब आप कुछ देरी के बाद पढ़ते हैं तो आपको वहां उच्च मान मिलेगा तो आपको यह कम नहीं मिलेगा तो इस तरह से हम एक सॉफ्टवेयर डिबॉन्शिंग करने के बारे में सोच सकते हैं तो हम स्विच के नए स्टेट एन टाइम को पढ़ते हैं तो मैंने केवल 1 बार की बात की है तो आप इसे कई बार कर सकते हैं यदि आपको अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करना है तो आप स्विच को कई बार पढ़ सकते हैं और फिर आप यह काम कर सकते हैं तो वेट करें और ये वेट एंड सी तकनीक है इसलिए जब इनपुट गिरता है और उचित डिले निष्पादित होता है तो यदि पोर्ट बिट 0 पर आ गया है तो आप 10 मिलीसेकंड के कहने के समय का इंतजार करते हैं और फिर लाइन का मान फिर से जांचा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाइन ने बाउंस करना बंद कर दिया है तो इस तरह से हम डीबाउंसिंग की देखभाल कर सकते हैं कीय के बाउंसिंग और ये डीबाउंसिंग समाधान हैं इसलिए इस विचार के साथ हम एक कीयपैड के इंटरफेस को देख सकते हैं तो मान लीजिए कि हमें 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स कीयबोर्ड मिला है तो यह एक कीयबोर्ड है जहां हमें 0 1 2 3 f तक में चिह्नित कीय मिल गई है तो यह भी हेक्साडेसिमल कीयबोर्ड के रूप में जाना जाता है इसलिए जो हम अनिवार्य रूप से कर रहे हैं वह है यदि हम कीय दबाते हैं इसलिए हमें उस मूल्य को पढ़ने की जरूरत है जिसमें हमें कीय संख्या इसमें प्राप्त करनी की जरूरत है इसलिए प्रत्येक कीय k प्रत्येक कीय को एक संबंधित स्थान मिला है जिसे आप देखते हैं कि यह विशेष कीय है तो अगर मैं रौ को नाम दूं तो इसे रौ 0 रौ 1 रौ 2 रौ 3 में कहा जाता है और यह कॉलम 0 कॉलम 1कॉलम 2 कॉलम 3 है इसलिए हर कीय को उन रौ इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स के संदर्भ में स्थान मिला है तो हमें यह कैसे पता लगाना चाहिए कि क्या किसी कीय को दबाया गया है या नहीं सबसे पहले हमें यह जांचना होगा कि क्या सभी कीय रिलीज की गई हैं इसलिए यदि सभी कीय रिलीज की गई हैं तो आप देखते हैं कि यदि आप इन कॉलमों को पढ़ते हैं तो सी 1 सी 2 सी 3 सी 4 और यह आर 1 आर 2 आर 3 आर 4 तो वे माइक्रोकंट्रोलर के कुछ पोर्टो से जुड़े हुए हैं तो अब जब आप इस पोर्ट C 1 C 2 C 3 C 4 का मान पढ़ते हैं और यदि आप पाते हैं कि ये सभी बिट्स 1 हैं तो और हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह R 1 R 2 R 3 R 4 की लाइन्स पर हमने 0 में रखा तो ये सभी बिट्स 0 हैं और उस स्थिति में यदि आप इस सी 1 सी 2 सी 3 सी 4 को पढ़ते हैं तो अगर आप सभी 1 प्राप्त करते हैं इसका मतलब है कोई तार कीय स्थान पर नहीं है तो यदि किसी कीय को दबाया जाता है तो मान लें कि यह 9 कीय दबाया गया है तो 2 बिट 0है इसलिए यदि 9 की दबाया जाता है तो इस बिंदु का मान 0 पर हो जाएगा परिणामस्वरूप बिट सी 3 पर आपको 0 मिलेगा इस तरह हम इस रौ और कॉलम का ध्यान रख सकते हैं इसलिए हम यह पहचान सकते हैं कि क्या सभी कीय वास्तव में रिलीज़ की गई हैं इसलिए हम यहां सभी को 0 डालते हैं और फिर इस सी 1 सी 2 सी 3 सी 4 को पढ़ते हैं अगर मुझे सभी बिट्स 1 के बराबर मिलते हैं इसका मतलब है कोई कीय दबाया नहीं गया है उसके बाद हम आर 1 पोर्ट पर 0 डालते हैं इसलिए अब हमें यह कहना होगा कि कुछ समय के बाद हमें यह जांचना होगा कि क्या कुछ कीय दबाया गया है यदि कोई कीय दबाया गया है तो सबसे पहले हम रौ 1 कीय की जाँच करते हैं इसलिए R 1 हम जाँच रहे हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि हम यहाँ 0 डालेंगे और यह R 2 R 3 R 4 पर हम एक डालेंगे तो यह R 2 R 3 R 4 तो ये 1 हैं इसलिए भले ही इन कीय को दबाया जाए इनमें से किसी भी कीय को दबाया जाए हम इसे अब नहीं समझेंगे इसलिए हम C 2 C 3 C4 पर जाएंगे लेकिन यह 0 है अगर इनमें से कोई भी कीय C D E या F दबाया गया है तो संबंधित बिट 0 हो जाएगा इसलिए यदि देखें कि कीय C दबाया गया है तो आपको यह बिट C 4 0 के बराबर होगा यदि d दबाया गया है तो आपको कीय बिट C 3 0 के बराबर मिलेगा तो उस तरह से जिसे वह दबाएगा आपको संबंधित चीज 0 मिल जाएगी इसलिए मैंने R 1 को 0 के बराबर बना दिया है और मुझे लगता है कि C 1 भी 0 के बराबर है C1 को पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप R1और C1 का प्रतिच्छेदन लेंगे और यह एक है तो इसका मतलब यह होगा कि कीय एफ को रखा गया है इसलिए इस 0 को R 1 पोर्ट पर रखने के बाद हम पोर्टको पढ़ते हैं और यदि 0 बिट है तो कॉलम रौ प्रतिच्छेदन बटन दबाया गया है तोयह वह रौ और कॉलम प्रतिच्छेदन है जिस बटन को दबाया गया है अगर नहीं तो मुझे पता चलता है कि सभी बिट्स केवल 1 ही हैं तो हमारे रौ1 के भीतर कुछ भी दबाया नहीं गया है तो हम दूसरी रौ को जांचने का प्रयास करते हैं तो अब हम आर 2 को 0 के बराबर और आर 3 आर 1 आर 4 को 1 के बराबर रखते हैं तो आर 2 को 0 के बराबर डालते हैं तो अब उसी तर्क में मैं इन कीय 8 9 ए और बी की जांच कर सकता हूं और यदि उन कीय में से कोई भी दबाया गया है तो तदनुसार यह बिट सी 1 सी 2 सी 3 या सी 4 0 के बराबर हो जाएगा और हम निर्धारित कर सकते हैं कि कीय रखी गई है तो इस तरह से हम विभिन्न कीय को आज़मा सकते हैं और इस अनूठा कीय को दबाने के लिए जांचा जा सकता है तो इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है इसलिए यदि R 1 पोर्ट पर 0 को रखेंगे फिर हम R 2 पोर्ट पर एक 0 रखेंगे फिर R 3 पोर्ट पर 0 को रखें ताकि हम इसे जारी रख सकें तो यह 8051 की एक संभव कनेक्शन हो सकता है इसलिए हम कनेक्शन के लिए पोर्ट p1 का उपयोग करते हैं रौ को बिट संख्या 4 5 6 और 7 से जोड़ा जाता है और कॉलम बिट जो कि C बिट संख्या 0 1 2 और 3 से जुड़े होते हैं इसलिए पहले मुझे यह देखना होगा कि क्या सभी कीय रिलीज़ की गई हैं या नहीं तो उसके लिए आप देखते हैं कि यह भाग इन 4 बिट्स पोर्ट के हिस्से को वे आउटपुट पोर्ट के रूप में काम करेंगे जबकि यह बिट वे इनपुट पोर्ट के रूप में कार्य करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके इसलिए हम MOV P10FH लिखते हैं तो यह p 1 पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन है तो यह करने के बाद ये बिट्स इनपुट के रूप में काम करेंगे और ये बिट्स आउटपुट के रूप में काम करेंगे तो तब हम p 1 के मान को a में पढ़ रहे हैं तोहम वहां मूल्य प्राप्त कर रहे हैं इसके बाद तो हमने यहाँ 0 रखा है इसलिए 0 मान उपलब्ध हैं और यह वहाँ है तो हम उसके बाद अगर हम p 1 के मान को a में पढ़ते हैं परिणामस्वरूप मुझे यह बिट्स 0 1 2 3 ठीक से सेट होंगे कीय लगाने के अनुसार तो मैं 0 एफएच के साथ तत्काल समाप्त करता हूं इसलिए मैं इस बारे में परेशान नहीं हूं कि क्या जो भी मूल्य मुझे यहां मिले हैं मैं उन मूल्यों के बारे में परेशान हूं जो हमें यहां मिले थे इसलिए यदि मैं 0 एफ के साथ तत्काल एक अंत करता हूं तो यह हिस्सा आ जाएगा और ऊपरी हिस्से की उपेक्षा की जाएगी फिर हम 0 एफएच के साथ तुलना करते हैं इसलिए इस 0 एफएच के साथ इसकी तुलना करें इसलिए इसकी तुलना उसी के साथ की जाएगी और यदि यह 0 के बराबर नहीं हैयदि रजिस्टर में पढ़ा गया मान 0 FH के बराबर न हो तो यह रिलीज के लिए फिर से जम्प करेगा तो फिर से यह यहाँ 0 और एफ यहाँ डाल रहा है और फिर यह पोर्ट p1 के मूल्य को एक रजिस्टर में पढ़ेगा तो इस तरह से यह पहला भाग यह जांच करेगा कि सभी कीय ऑपरेशन के शेष कार्यक्रम से रिलीज़ की गई हैं इसलिए वे वास्तव में यह व्यक्तिगत पोर्ट्स का चयन करेंगे इस बिट 4 5 6 और 7 में एक 0 और बाकी चीजों को 1 के रूप में रखा गया है और फिर यह जाँच होगी कि क्या किसी कीय में कर्सर को दबाया गया है उस विशेष रौ के संगत कॉलम में